नमस्कार तो अब तक हमने विभिन्न माइक्रोवेव डिवाइसेज और सर्किट्स का अध्ययन किया है जैसे कि पावर डिवाइडर कप्लर्स फिल्टर पैसिव सर्किट या जैसे एक्टिव सर्किट ओसीलेटर एम्पलीफायरों मिक्सर और इतने पर इस व्याख्यान में हम यह अध्ययन करने जा रहे हैं कि कैसे इन विभिन्न पैसिव और एक्टिव सर्किटों को एक पूरे माइक्रोवेव सिस्टम बनाने के लिए एक विशेष अनुप्रयोग के आधार पर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किया जाता है चलो शुरू करें इसलिए हम 4 अलग अलग माइक्रोवेव सिस्टम पर चर्चा करने जा रहे हैं पहला एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर है दूसरा नेटवर्क एनालाइजर है तीसरा मोबाइल फोन जैमर या साइलेंसर है और चौथा ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार है जो GPR है पहले एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर के साथ शुरू करते हैं स्पेक्ट्रम एनालाइजर सिग्नल मेज़रमेंट के लिए उपयोग किया जाने वाला एक टेस्ट उपकरण है जैसे सिग्नल फ्रीक्वेंसी मेज़रमेंट पावर मेज़रमेंट फेज नॉइस मेज़रमेंट इसका उपयोग हार्मोनिक डिस्टॉर्शन और इंटर मॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन या IMD जैसे विभिन्न डिस्टॉर्शन को मेज़र करने के लिए भी किया जाता है स्पेक्ट्रम एनालाइजर आम तौर पर ऐसा दिखता है तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट में एम्बेडेड डिस्प्ले है और आपके पास विभिन्न पैरामीटर को दर्ज करने और उनको एनालाइज करने के लिए विभिन्न कंट्रोल हैं स्पेक्ट्रम एनालाइजर मूल रूप से निम्नानुसार कार्य करता है तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर को इनपुट सिग्नल में मौजूद विभिन्न फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेन्ट को डिस्प्ले करना होता है जो यहां पर दिए गए हैं साथ ही उनकी पावर लेवल के साथ जो Y अक्ष पर डिस्प्ले होता है स्पेक्ट्रम एनालाइजर के लिए X अक्ष में फ्रीक्वेंसी होती है जबकि Y अक्ष आमतौर पर dBm में पावर के लेवल को डिस्प्ले करता है हमें स्पेक्ट्रम एनालाइजर के अंदर एक नजर डालनी चाहिए तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर को इंप्लीमेंट करने के लिए विभिन्न आर्किटेक्चर उपलब्ध हैं और सुपर हेटेरोडाइन आर्किटेक्चर सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली आर्किटेक्चर है यह सिंपलीफाइड ब्लॉक डायग्राम है इसलिए हम सुपर हेटेरोडाइन डाउन कन्वर्जन प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं इनपुट सिग्नल डाउन को एक मिक्सर और लोकल ओसीलेटर इनपुट का उपयोग करके IF में परिवर्तित किया जाता है लोकल ओसीलेटर एक VCO और रेफरेंस ओसीलेटर का उपयोग कर लागू किया जाता है VCO एक स्वीप जनरेटर का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है जिसका अर्थ है कि लोकल ओसीलेटर फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन में कम मूल्य से अधिक मूल्य तक स्वीप करता है IF सिग्नल जो मिक्सर आउटपुट पर उपलब्ध है एक IF एम्पलीफायर और एक IF फिल्टर का उपयोग करके प्रोसेस्ड किया जाता है और इस IF सिग्नल का पावर लेवल जो इनपुट सिग्नल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स पावर लेवल से मेल खाता है RF डिटेक्टर और लॉग एम्पलीफायर का उपयोग करके पता लगाया जाता है सिग्नल को आगे एक वीडियो फिल्टर का उपयोग करके प्रोसेस्ड किया जाता है और डिस्प्ले के Y अक्ष को दिया जाता है डिस्प्ले की X अक्ष जो फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है स्वीप जनरेटर आउटपुट द्वारा नियंत्रित होती है तो स्वीप जनरेटर सॉटूथ वोल्टेज वेवफॉर्म को उत्पन्न करता है जो मिक्सर के इनपुट पर लो फ्रिक्वेंसी को कम मूल्य से अधिक मूल्य पर स्वीप करता है और उस रेंज से इनपुट सिग्नल में विभिन्न फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेन्ट को डिस्प्ले पर डिस्प्ले किया जाता है बहुत उच्च लेवल इनपुट सिग्नल से सर्किट कॉम्पोनेन्ट के बाकी हिस्सों की क्षति को रोकने के लिए इनपुट एटेन्यूएटर महत्वपूर्ण है यह आमतौर पर एक वैरिएबल एटेन्यूएटर टेक्निक का उपयोग करके इंप्लीमेंट किया जाता है जिसकी चर्चा हमने पाठ्यक्रम में की है ये एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर के कुछ महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशन हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज है जो कुछ भी नहीं है लेकिन एनालिसिस की वह रेंज है जिसके माध्यम से स्पेक्ट्रम एनालाइजर काम कर सकता है डायनामिक रेंज को सबसे अधिक सिग्नल के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे स्पेक्ट्रम एनालाइजर डिस्प्ले पर डिस्प्ले किया जा सकता है और न्यूनतम सिग्नल जिसे स्पेक्ट्रम एनालाइजर के डिस्प्ले पर पता लगाया और डिस्प्ले किया जा सकता है सेंसटिविटी मिनिमम डीटेक्टॅबल सिग्नल है और यह स्पेक्ट्रम एनालाइजर के नॉइस फ्लोर द्वारा नियंत्रण होता है जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर के विभिन्न कॉम्पोनेन्ट में नॉइस के कारण उत्पन्न होता है स्पेक्ट्रम एनालाइजर का रिज़ॉल्यूशन बैंडविड्थ जिसे RBW के रूप में संक्षिप्त किया गया है यह स्पेक्ट्रम एनालाइजर की एबिलिटी को सिग्नल में 2 निकट दूरी फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेन्ट के बीच अंतर करने के लिए कहता है और एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक्यूरेसी और एंप्लीट्यूड एक्यूरेसी है जो पूरे सिस्टम की एक्यूरेसी को मेज़र करता हैं रीफ्रेश दर को सॉटूथ वोल्टेज की वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो स्वीप जनरेटर द्वारा उत्पन्न होता है आइए हम प्रैक्टिकल स्पेक्ट्रम एनालाइजर सिस्टम पर नजर डालें जो IIT बॉम्बे में लागू की गई थी तो यह एक नैरो बैंड स्पेक्ट्रम एनालाइजर है जो 800 से 1000 MHz की फ्रीक्वेंसी रेंज से काम करता है यह एक सिस्टम है तो सिस्टम में एक माइक्रोकंट्रोलर सेक्शन होता है माइक्रोकंट्रोलर PIC18F4550 जिसका उपयोग किया गया है माइक्रोकंट्रोलर सेक्शन में एक वोल्टेज सॉटूथ वेवफॉर्म उत्पन्न करता है जो VCO को नियंत्रित करता है ADF4350 IC का उपयोग करके VCO या PLL या फ़्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र को इंप्लीमेंट किया जाता है VCO आउटपुट मिक्सर के LO इनपुट पर दिया जाता है जो कि मिक्सर को मैक्सिम सेमीकंडक्टर्स से MAX2680 IC का उपयोग करके इंप्लीमेंट किया जाता है इस मिक्सर और एक IF को LO सिग्नल का उपयोग करके इनपुट सिग्नल को डाउन परिवर्तित कर दिया जाता है हमारे पास एक IF फ़िल्टर इंप्लीमेंटेड है जो एक कपल्ड लाइन माइक्रोस्ट्रिप फ़िल्टर का उपयोग करता है यह IF एम्पलीटूड या IF पॉवर लेवल का पता RF डिटेक्टर का उपयोग करके लगाया जाता है जिसे MAX2015 IC के उपयोग से इंप्लीमेंटेड किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि सर्किट में सभी अलग अलग कॉम्पोनेन्ट को कई बाजार में उपलब्ध ICs और माइक्रोस्ट्रिप टेक्निक का उपयोग करके आवश्यकता के आधार पर डिज़ाइन किया गया है जो हमने इस पाठ्यक्रम में अध्ययन किया है RF डिटेक्टर आउटपुट जो वोल्टेज आउटपुट है उसे माइक्रोकंट्रोलर यूनिट को वापस दिया जाता है माइक्रोकंट्रोलर सॉटूथ वेव इंफॉर्मेशन भेजता है और एक PC के लिए या एक सॉफ्टवेयर के लिए सिग्नल लेवल का पता चलता है जो एक PC पर चल रहा है जहां यह X अक्ष और Y अक्ष के साथ डिस्प्ले किया जाता है फ्रीक्वेंसी X अक्ष पर डिस्प्ले होती है और Y अक्ष पर एम्पलीटूड लेवल डिस्प्ले होता है तो इस सिस्टम का अपना डिस्प्ले नहीं है यह किसी भी उपलब्ध PC के डिस्प्ले का उपयोग करता है जो व्यक्तिगत कंप्यूटर है और इसे उस कंप्यूटर पर चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है तो ये इस नैरो बैंड स्पेक्ट्रम एनालाइजर के परिणाम हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक लैपटॉप का उपयोग किया है जो इस लैपटॉप पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर डिस्प्ले को सक्षम करता है तो पूरे सर्किट को एक छोटे से बॉक्स में पैक किया जाता है यह आपका स्पेक्ट्रम एनालाइजर है यह कंप्यूटर के USB द्वारा पावर्ड होता है तो यह बहुत ही कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है इस PC पर चलने वाले सॉफ़्टवेयर में फिर से USB के माध्यम से आउटपुट दिया जाता है सॉफ़्टवेयर बैक एंड डेटा को प्रोसेस करता है और GUI पर दिखता है GUI इस तरह दिखता है तो आपके पास स्टार्ट और एंड फ्रीक्वेंसी दर्ज करने के लिए अलग अलग विकल्प हैं आपके पास कुछ एरर कंसोल है और आपके पास एक मॉनिटर भी है और यह मुख्य ग्राफ है जहां आपके पास X अक्ष पर फ्रीक्वेंसी और Y अक्ष पर पावर लेवल है हमारे पास मार्कर फंक्शनैलिटी भी है इसलिए मार्कर मान यहां पर डिस्प्ले किए गए हैं इसलिए परिणामस्वरूप सिस्टम की डायनेमिक रेंज 23 dB के आसपास आती है रिज़ॉल्यूशन बैंडविड्थ 969 MHz है जो IF फ़िल्टर बैंडविड्थ के बराबर है और फ्रीक्वेंसी एरर काफी कम है जो प्लस माइनस 0025 प्रतिशत है और एक बहुत ही सटीक सिस्टम को कम से कम फ़्रीक्वेंसी डोमेन में फंक्शनल स्पेक्ट्रम एनालाइजर के रूप में विकसित किया गया है आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक नेटवर्क एनालाइजर सिस्टम है तो यह नेटवर्क मेज़रमेंट के लिए उपयोग किया जाने वाला एक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कुछ भी नहीं है लेकिन S पैरामीटर मेज़रमेंट है 2 प्रकार के नेटवर्क एनालाइजर हैं एक स्केलर नेटवर्क एनालाइजर है जो SNA है एक और वेक्टर नेटवर्क एनालाइजर है जो VNA है SNA केवल S पैरामीटर के मेग्नीट्यूड को डिस्प्ले करने में सक्षम है इसलिए केवल एम्पलीटूड मेज़रमेंट SNA में किए जाते हैं जबकि VNA दोनों मेग्नीट्यूड के साथ साथ S पैरामीटर के फेज की जानकारी डिस्प्ले करने में सक्षम है जिसे एक विशिष्ट नेटवर्क एनालाइजर मेजर किया जा रहा है जो इस तरह दिखता है तो आपके पास एक एम्बेडेड डिस्प्ले है आपके पास विभिन्न पैरामीटर को दर्ज करने और उनका एनालाइज करने के लिए विभिन्न नियंत्रण हैं 2 पोर्ट हैं जो एक आउट पोर्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं और DUT जो कि टेस्ट के अंतर्गत आने वाला उपकरण है जिसके S पैरामीटर को मेज़र किया जाना है इन 2 पोर्ट के बीच जुड़ा हुआ है हम देखेंगे कि आगे नेटवर्क एनालाइजर के अंदर क्या है तो यह एक नेटवर्क एनालाइजर की बहुत सिंपलीफाइड आर्किटेक्चर है आपके पास वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंटीन्यूअस वेव सोर्स है जो लेवल एडजस्टमेंट के माध्यम से 2 पावर डिवाइडर या स्प्लिटर्स के इनपुट को दिया जाता है जो कि एक वेरिएबल एटीन्यूएटर है एक स्विच के माध्यम से यह पावर डिवाइडर एक छोर से जुड़ा हुआ है जो आप यहां देख रहे हैं एक पावर डिटेक्टर फिर से पावर डिटेक्टर पावर का अन्य आधा एक डायरेक्शनल कपलर को दिया जाता है हमारे पास डायरेक्शन कपलर यहां पर भी है और इन 2 के बीच में DUT सेट करता है 2 और पावर डिटेक्टर हैं जो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 हैं हम थोड़ी देर में नेटवर्क एनालाइजर के ऑपरेशन पर चर्चा करेंगे इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि विभिन्न ब्लॉक हैं जो VCO पावर डिवाइडर कपलर हैं जिनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है तो हम ऑपरेशन को सिग्नल देखते हैं जो कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंटीन्यूअस वेव सोर्स द्वारा उत्पन्न किया गया है क्या 2 हल्वस में विभाजित होता है 1 हाफ जो इस पावर डिटेक्टर में चला जाता है वास्तव में इंसीडेंट पावर लेवल से मेल खाती है दूसरी हाफ जो कि डायरेक्शनल कपलर के माध्यम से DUT तक जाती है उस सिग्नल के कुछ भाग को DUT द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है और टेस्ट 2 पावर डिटेक्टर का उपयोग करके मेज़र किया जाता है तो इस पावर डिटेक्टर की मेज़रमेंट ट्रांसमिटेड पावर लेवल से मेल खाती है इस DUT की विशेषता के आधार पर कुछ सिग्नल वापस रिफ्लेक्ट हो सकते हैं तो कपलर के माध्यम से रिफ्लेक्टेड सिग्नल इस पावर डिटेक्टर पर इंसीडेंट है और इस पावर डिटेक्टर की मेज़रमेंट रिफ्लेक्टेड पावर लेवल से मेल खाती है अब रिफ्लेक्टेड पावर लेवल और इंसीडेंट पावर लेवल का अनुपात S11 की गणना को सक्षम करता है जबकि ट्रांसमिटेड पावर लेवल और इंसीडेंट पावर लेवल का अनुपात S21 की गणना को सक्षम करता है और ये गणना प्रोसेसर में की जाती हैं और इन गणना मूल्यों को डिस्प्ले यूनिट को दिया जाता है जहां Y अक्ष पर यह S पैरामीटर मेग्नीट्यूड या फेज डिस्प्ले होते हैं और X अक्ष पर कंटीन्यूअस वेव सोर्स द्वारा उत्पन्न फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले की जाती है तो यह है कि नेटवर्क एनालाइजर का एक बहुत ही सिंपलीफाइड मॉडल कैसे काम करता है और ये नेटवर्क एनालाइजर सिस्टम के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशन हैं तो पहले फ्रीक्वेंसी रेंज है जो फ्रीक्वेंसी मूल्यों की रेंज को स्पेसिफाई करती है जिसे नेटवर्क एनालाइजर डिस्प्ले पर डिस्प्ले किया जा सकता है दूसरा नेटवर्क एनालाइजर का प्रकार है चाहे वह SNA हो या VNA तीसरा डायनेमिक रेंज है इस मामले में डायनेमिक रेंज को ओपन या शॉर्ट लोड के लिए आउटपुट पावर लेवल के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है जो 0 dB के करीब है और एक मैच्ड लोड जो आमतौर पर 50 Ω है चौथा एक नॉइस फ्लोर है जो नेटवर्क एनालाइजर के अंदर विभिन्न कॉम्पोनेन्ट के कारण उत्पन्न होता है और पांचवां एक मेज़रमेंट अनसर्टेंटी है जो कुछ भी नहीं है लेकिन मेज़रमेंट में एरर हैं IIT बॉम्बे में विशेष रूप से विकसित एक नेटवर्क एनालाइजर स्केलर नेटवर्क एनालाइजर के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर एक नजर डालते हैं मेज़रमेंट फ्रीक्वेंसी रेंज 800 से 2500 MHz है सिस्टम में एक MCU होता है जो माइक्रोकंट्रोलर यूनिट और एक बोर्ड पर PLL होता है MCU को PIC18F4550 माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग करके इंप्लीमेंट किया जाता है PLL या फ़्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र का इंप्लीमेंटेशन LTC6946 IC का उपयोग करके लीनियर टेक्नोलॉजी से किया जाता है इस PLL का आउटपुट हार्मोनिक सप्रेशर को PLL आउटपुट में मौजूद विभिन्न हार्मोनिक्स को सप्रेश करने के लिए दिया जाता है और हम केवल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस्ड करना चाहते हैं इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट को तब 2 भागों में विभाजित किया जाता है हम यहाँ पर इंसीडेंट पावर डिटेक्टर देख सकते हैं और शेष भाग DUT को दिया जाता है टेस्ट सेट के माध्यम से कुछ पावर DUT द्वारा ट्रांसमीट हो जाती है जिसे ट्रांसमिटेड पावर डिटेक्टर का उपयोग करके मेज़र किया जाता है और रिफ्लेक्टेड पावर इस टेस्ट सेट का उपयोग करके इंसीडेंट सिग्नल से अलग की जाती है और इस विशेष पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड पावर डिटेक्टर का उपयोग करके मेज़र किया जाता है तो ये विभिन्न सिस्टम कॉम्पोनेंट हैं और आप देख सकते हैं कि पावर डिटेक्टरों को MAX2015 ICS का उपयोग करके इंप्लीमेंट किया जाता है हार्मोनिक सप्रेशर पावर डिवाइडर और टेस्ट सेट पैसिव माइक्रोस्ट्रिप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंप्लीमेंट किया जाता है इस सिस्टम के परिणामों पर एक नजर डालते हैं तो बाएं शीर्ष पर आप ओपन शॉट और मैच्ड के लिए परिणाम देखते हैं जो कि 50 Ω लोड है और आप देख सकते हैं कि ओपन और शार्ट परिणाम 0 dB के लिए क्लोज हैं जो आइडियल केस है और लोड केस के लिए परिणाम माइनस 30 dB नीचे हैं जो कि अच्छा भी है तो प्राप्त की गई डायनामिक रेंज लगभग 30 डीबी है और ये अनकैलिब्रेटेड परिणाम हैं यदि आप DUT को कनेक्ट करते हैं जो इस मामले में डुअल बैंड स्टॉप फिल्टर है और इस ग्राफ में SNA के परिणामों की तुलना स्टैंडर्ड VNA के साथ की जाती है जो E5071 है और आप देख सकते हैं कि SNA के परिणाम बाजार में उपलब्ध VNA का उपयोग करके वास्तविक मेजरड परिणामों के साथ घनिष्ठ समझौते में हैं बेशक इन परिणामों को अधिक सटीक बनाने के लिए एक कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है और दाईं ओर आप देखते हैं कि सिस्टम का GUI जो किसी भी कंप्यूटर पर चल रहे सॉफ़्टवेयर का परिणाम है तो GUI में फ़्रीक्वेंसी के लिए स्टार्ट स्टॉप स्टेप इनपुट शामिल हैं और आपके पास विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं यहाँ कैलिब्रेशन डिस्प्ले विकल्प और इसी तरह आप के पास मार्कर फंक्शनैलिटी भी है वर्तमान में आप जो ग्राफ पर देख रहे हैं वह लॉग पीरियोडिक एंटीना का S11 है और यह निश्चित रूप से मेग्नीट्यूड यह एक स्कलेर नेटवर्क एनालाइजर है यह S पैरामीटर के केवल मेग्नीट्यूड भाग को डिस्प्ले करेगा इसके बाद मोबाइल फोन जैमर या साइलेंसर सिस्टम है एक मोबाइल फोन जैमर मोबाइल फोन टॉवर के ट्रांसमिट बैंड में नॉइस उत्पन्न करता है जो कुछ भी नहीं है लेकिन डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी बैंड जो सेलुलर फोन को बेस स्टेशन पर सिग्नल रिसीव करने और ट्रांसफर करने से रोकता है तो इस जैमर का उपयोग करके डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी बैंड्स को जाम कर दिया जाता है जो मोबाइल फोन को किसी भी डेटा या आवाज को भेजने और प्राप्त करने से रोकता है तो यह एक ट्राई बैंड जैमर की एक टिपिकल इमेज है जिसे आप देखते हैं इस प्रोत्रूडिंग से उभरे हुए एंटीना हैं जो 3 अलग अलग बैंडों के लिए हैं जो CDMA GSM 900 और GSM 1800 हैं आइए हम एक मोबाइल फोन जैमर की आर्किटेक्चर पर एक नजर डालें यह एक बहुत ही सिंपलीफाइड आर्किटेक्चर है लेकिन यह जैमर की फंक्शनैलिटी को बताता है कि जैमर का उद्देश्य बेस स्टेशन से सेल फोन को प्राप्त सिग्नल को जाम करना है इसलिए सभी सिस्टम को एक नॉइस सिग्नल बनाने और बेस स्टेशन के डाउनलिंक बैंड द्वारा उपयोग किए गए उसी फ्रीक्वेंसी बैंड में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता है तो सिस्टम में एक VCO होता है जो वोल्टेज कंट्रोल्ड ओसीलेटर होता है जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी बैंड की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है यह VCO एक ट्यूनिंग सर्किट का उपयोग करके कंट्रोल किया जाता है VCO RF एम्पलीफायर का उपयोग करके एम्प्लिफाइड किया जाता है इसलिए हमारे पास एंटीना द्वारा ट्रांसमिटेड पर्याप्त पावर है और पूरी सिस्टम को पावर सप्लाई का उपयोग करके पावर दी जाती है स्पेसिफिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड की संख्या है जिसे मोबाइल फोन जैमर द्वारा जाम किया जा सकता है आउटपुट पावर लेवल जो जैमर द्वारा कवर की जा सकने वाली दूरी रेंज को स्पेसिफाई करता है कवरेज क्षेत्र जिसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होते हैं और एंटीना के लिए स्पेसिफिक होता है जो जैमर के अंदर उपयोग किया जा रहा होता है और हमारे पास पावर सप्लाई की आवश्यकताएं हैं इसलिए आउटपुट पावर लेवल पर निर्भर करता है और इसलिए पावर सप्लाई आवश्यकताओं को कवर करने के लिए डिस्टेंस रेंज बदल जाएगी आइए हम मोबाइल फोन जैमर के प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड सिस्टम पर एक नजर डालें जो क्वाड बैंड जैमर है यह सिस्टम 4 बैंड को जाम कर सकती है जो कि CDMA 869 से 890 MHz GSM 900 है जो 935 से 960 MHz GSM 1800 है जो 1805 से 1880 MHz और 3 जी है जो 2110 से 2170 MHz है जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी बैंड डाउनलिंक फ़्रीक्वेंसी बैंड हैं और अपलिंक नहीं हैं यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जिसे याद रखना चाहिए जो सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाता है वह इस तरह दिखता है तो VCO को इंफियनों टेक्नोलॉजी से BFP520 ट्रांजिस्टर का उपयोग करके इंप्लीमेंट किया गया है हमने ओसीलेटर के क्लास में BFP 520 का उपयोग करके VCO इंप्लीमेंटेशन का अध्ययन किया है इस VCO को वैरेक्टर BBY52 02 के उपयोग से कंट्रोल किया जाता है VCO आउटपुट एम्पलीफायरों की कैस्केड अरेंजमेंट को दिया जाता है और इन एम्पलीफायरों को MMG3001 और MMG3003 का उपयोग करके इंप्लीमेंट किया जाता है सिंगल बैंड के लिए इस मामले में पावर की आवश्यकता जो क्वार्टर वाट या 025 वाट है को सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का उपयोग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है और इसलिए कैस्केड अरेंजमेंट एम्पलीफायर के आउटपुट पर पावर एक ओमनीडायरेक्शनल एंटीना का उपयोग करके ट्रांसमिट की जाती है और पूरे सिस्टम को 7 V DC के वोल्टेज की आवश्यकता होती है और अधिकतम 1 A करंट जो कि सोर्स से लिया जा सकता है इसलिए यह सिस्टम केवल एक बैंड के लिए है और 4 बैंड के लिए 4 अलग सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाना है परिणामस्वरूप इस सिस्टम का आउटपुट पावर 025 वाट प्रति बैंड है ऐसे 4 बैंड हैं तो पावर का एक वाट वास्तव में आउटपुट या हवा में ट्रांसमिट होता है और इस क्षेत्र में सिग्नल की ताकत के आधार पर इस विशेष जैमर की जैमिंग रेंज 10 से 20 फीट की रेंज में होती है तो यह है कि कैसे सर्किट का उपयोग करके एक जैमर लागू किया जा सकता है जो हमने पहले ही कक्षा में अध्ययन किया है इसलिए हमने VCO सर्किट का अध्ययन किया है हमने कक्षा में MMG 3001 सर्किट का अध्ययन किया है और बस आपको एंटीना के साथ सभी सिस्टम को कनेक्ट करना होगा जो हमने भी अध्ययन किया है और एक जैमर की फंक्शनैलिटी को प्राप्त करने के लिए एक साथ ठीक से जुड़ा हुआ है अंत में हम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार या GPR सिस्टम पर चलेंगे तो यह दफन वस्तुओं का पता लगाने और इमेजिंग का एक नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीका है सिस्टम इस तरह दिखती है मैं इस इमेज का उपयोग कर वर्किंग प्रिंसिपल को समझाऊंगा तो 2 एंटीना हैं एक ट्रांसमीटर एंटीना है दूसरा एक रिसीवर एंटीना है दोनों इन एंटीना को जमीन की सतह पर रखा गया है और वस्तुओं को वास्तव में मिट्टी के अंदर दफन किया गया है अब ट्रांसमीटर एंटीना एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर एक पावर लेवल पर एक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है जमीन को पेनिट्रेट करने वाला यह सिग्नल दफन वस्तुओं तक पहुंचता है और इस वस्तु के कारण जिसमें मिट्टी की तुलना में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होते हैं सिग्नल में से कुछ वापस रिफ्लेक्ट होता है और उस सिग्नल को रिसीवर एंटीना का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है इस प्राप्त सिग्नल को एक प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग करके प्रोसेस्ड किया जाता है और अंत में डिस्प्ले पर डिस्प्ले किया जाता है इसलिए प्रोसेसिंग में मुख्य रूप से इस वस्तु की गहराई का पता लगाना शामिल है पेनेट्रेशन की गहराई ट्रांसमीटर एंटीना की पावर के लेवल पर निर्भर करती है और ऑपरेशन की फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना द्वारा उपयोग की जाती है आइए हम एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम या GPR की आर्किटेक्चर पर एक नज़र डालें यह एक कंटीन्यूअस वेव सिंगल फ्रीक्वेंसी रडार है ट्रांसमिट चेंज में आप देख सकते हैं कि एक VCO है जो वोल्टेज कंट्रोल्ड ओसीलेटर है जिसके बाद एम्पलीफायर पावर डिवाइडर है और अंत में सिग्नल ट्रांसमिटिंग एंटीना को दिया जाता है सिग्नल जो मिट्टी के अंदर दबी हुई वस्तु से रिफ्लेक्ट होता है रिसीविंग एंटीना द्वारा प्राप्त होता है सिग्नल को एक LNA का उपयोग करके एम्प्लिफाइड किया जाता है फिर बैंड पास फिल्टर को एक IQ डेमोडुलेटर दिया जाता है जो रिसीव्ड सिग्नल का फेज और एम्पलीटूड देता है और इस फेज और एम्पलीटूड सिग्नल को डिजिटाइजेशन के बाद एक माइक्रोकंट्रोलर यूनिट का उपयोग करके आगे प्रोसेस्ड किया जाता है और फिर आगे की प्रोसेसिंग और डिस्प्ले के लिए PC पर चलने वाले सॉफ़्टवेयर को दिया जाता है इसलिए IIT बॉम्बे में इस तरह की सिस्टम इंप्लीमेंट की गई है और ये विभिन्न प्रैक्टिकल IC और सर्किट हैं जिनका उपयोग किया गया था ट्रांसमिट भाग में VCO को BFP 520 ट्रांजिस्टर का उपयोग करके इंप्लीमेंट किया जाता है जिसे हमने पहले ही इस सर्किट को देखा है एम्पलीफायर MMG3001IC का उपयोग करके इंप्लीमेंट किया जाता है ट्रांसमिटिंग एंटीना रैक्टेंगुलर माइक्रो स्ट्रिप प्रकार का होता है जो RMSA होता है तो रिसिविंग एंटीना फिर से एक RMSA है रिसीव्ड सिग्नल एक LNA का उपयोग करके एंपलीफाय किया जाता है LNA SGL0622 IC द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है बैंड पास फ़िल्टर को माइक्रोस्ट्रिप कपल्ड लाइन का उपयोग करके इंप्लीमेंट किया जाता है I Q डेमोडुलेटर जो AD8347 IC के उपयोग से सिस्टम में महत्वपूर्ण हिस्सा है और कंट्रोलर में एक इनबिल्ट ADC है जो ATMEGA 8 है डेमोडुलेटर को जो कंट्रोलर के माध्यम से I Q सिग्नल मिला है वह एक PC पर चलने वाले सॉफ्टवेयर को आगे की प्रोसेसिंग और डिस्प्ले के लिए दिया गया है इस GPR सिस्टम के परिणामों पर एक नजर डालते हैं तो यह एक्सपेरिमेंटल सेटअप है तो ट्रांसमिट और रिसीव एंटीना वहां हैं नीचे एक लकड़ी की मेज 45 सेंटीमीटर की मोटाई के साथ रखी गई है और उसके नीचे लगभग 2 सेंटीमीटर के एयर गैप के बाद मिट्टी से भरी एक बाल्टी होती है और उस मिट्टी के अंदर मेटल की वस्तु या मेटल की प्लेट दबाई गई है अब ट्रांसमीटर एंटीना सिग्नल को ट्रांसमिट करता है सिग्नल लकड़ी के ब्लॉक एयर मिट्टी के माध्यम से ट्रैवल करता है और मेटल की प्लेट तक पहुंचता है जहां यह वापस रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्टेड सिग्नल रिसीविंग एंटीना द्वारा प्राप्त किया जाता है रिसीविंग एंटीना द्वारा रिसीव्ड सिग्नल के एंप्लीट्यूड और फेज की जानकारी यहां पर दिखाई गई है तो यह एंप्लीट्यूड जानकारी है और यह फेज जानकारी है और इस जानकारी के आधार पर आगे की प्रक्रिया के बाद हम सिस्टम से इस मेटल प्लेट की गहराई का अनुमान लगा सकते हैं इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग गहराई हैं जिस पर यह मेटल की प्लेट रखी गई थी तो 215 सेंटीमीटर 13 9 और 3 पर और ये रिसीव्ड सिग्नल के एंप्लीट्यूड रेशों और फेज डिफरेंस हैं और प्रत्येक मामले में मेटल की प्लेट की अनुमानित या गणना की गई ऊंचाई या गहराई इस तरह है तो 215 सेंटीमीटर की वास्तविक गहराई के लिए अनुमानित या गणना की गई गहराई 13 के लिए 186 सेंटीमीटर थी 9 के लिए 119 4 है यह 72 है हालांकि 3 सेमी गहराई के लिए अनुमानित या गणना की गई गहराई 102 थी जो गलत थी इसलिए परिणामों को अधिक सटीक बनाने के लिए आगे कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है और कैलिब्रेशन के बाद सिस्टम परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाया जा सकता है और अंत में विभिन्न सर्किट कॉम्पोनेन्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है इसलिए रिव्युव करने के लिए हमने 4 अलग अलग महत्वपूर्ण माइक्रोवेव सिस्टम की चर्चा की है इस व्याख्यान में स्पेक्ट्रम एनालाइजर सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसका उपयोग व्यापक रूप से सिग्नल मेज़रमेंट के लिए किया जाता है फिर हमने नेटवर्क एनालाइजर सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया जो कि S पैरामीटर मेज़रमेंट के लिए फिर से व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है फिर हमने एक मोबाइल फोन जैमर सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया फिर हमने GPR का अध्ययन किया जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम है और सभी 4 सिस्टम में हमने देखा कि सभी बिल्डिंग ब्लॉक वे ब्लॉक हैं जिनका हमने इस कोर्स में अध्ययन किया है हमने यह अध्ययन किया है कि इस ब्लॉक को स्क्रैच से कैसे डिज़ाइन किया जाए ICS का उपयोग करके या कॉम्पोनेन्ट का उपयोग करके और आप पूरे माइक्रोवेव सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं इस पाठ्यक्रम में सिखाई गई सामग्री के उपयोग से स्पेसिफिकेशन के आधार पर मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए फायदेमंद था